अगली महत्वपूर्ण चीज जो हमारे पास है वह यह पता लगाना है कि टाइमर में मूल्य को क्या लोड किया जाना चाहिए उदाहरण के प्रकार जो हमने अब तक देखे हैं वे हैं यदि हम इस टाइमर को कुछ मूल्य के साथ लोड करते हैं इसलिए हम गणना कर सकते हैं कि उत्पादन में देरी क्या है लेकिन आम तौर पर हमें इसकी आवश्यकता दूसरे तरीके से होती है जो किसी विशेष एप्लिकेशन के लिए होती है इसलिए उस विलंब की आवश्यकता को हम जानते हैं और इसके लिए हमें तदनुसार टाइमर को इनिशियलाइज़ करना होगा इसलिए हमें जो करने की जरूरत है वह सिर्फ उस गणना को उलटने के लिए है जो हमने पहले की है तो मान लें कि हमें 110592 मेगाहर्ट्ज की यह क्रिस्टल आवृत्ति मिल गई है और हम वांछित देरी को जानते हैं लेकिन TH और TL रजिस्टर में लोड किया गया मान क्या होना चाहिए तो 110592 तो आप जानते हैं कि इसे 12 से विभाजित किया जाएगा इसलिए यह विलंब 12 द्वारा विभाजित इस मान से होगा इसलिए यह हमें घड़ी की आवृत्ति और 1 घड़ी की देरी के परिणामस्वरूप देगा 1 घड़ी की अवधि 1085 माइक्रोसेकंड है तो यह मान 1085 माइक्रोसेकंड है यदि आप इसका उपयोग उस विलंब को विभाजित करने के लिए करते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है तो आपको n मान मिलेगा आपके द्वारा n मान प्राप्त करने के बाद तो आप बस घटाएं 65536 n इसलिए आप इस n को 65536 से घटाते हैं और हमें निश्चित रूप से इसे हेक्स में बदलना होगा तो इस तरह हम इसे YYXX में परिवर्तित कर देते हैं तो मान लें कि ये YY उच्च क्रम वाले बाइट्स हैं और यह XX निम्न आदेशित बाइट हैं तदनुसार TH को YY के साथ लोड किया जाना चाहिए और TL को XX के साथ लोड किया जाना चाहिए तो इस तरह से हम यह मान सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो आवृत्ति 50 हर्ट्ज की एक वर्ग तरंग उत्पन्न करेगा तो हम पिन नंबर P 23 पर आवृत्ति 50 हर्ट्ज की एक वर्ग लहर उत्पन्न करना चाहते हैं तो पिन नंबर 23 का चयन अभी माध्यमिक है सबसे पहले हमें टाइमर का उपयोग करना होगा तो इस टाइमर को कैसे आरंभ किया जाना चाहिए तो वर्ग तरंग की अवधि 50 हर्ट्ज पर 1 है तो वह 20 मिलीसेकंड है तो यह उच्च समय और निम्न समय दोनों 10 मिलीसेकंड है तो यहां मूल धारणा यह है कि उपयोगिता अनुपात 50 प्रतिशत है इसलिए हम मानते हैं कि यह उपयोगिता अनुपात 50 प्रतिशत है इसलिए यदि उपयोगिता अनुपात 50 प्रतिशत नहीं है तो आप प्रोग्राम में कुछ छोटे संशोधन भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं इस प्रकार यदि हम इस प्रोग्राम को देखें इसलिए यह उच्च समय और निम्न समय वे समान हैं क्योंकि यह 50 प्रतिशत है तो यह 10 मिलीसेकंड है अब 10 मिलीसेकंड उत्पन्न करने के लिए यह 10 मिलीसेकंड 1085 माइक्रोसेकंड से विभाजित होता है जो हमें 9216 देता है इसलिए यह 65536 माइनस 9216 56320 है क्योंकि अगर हम इस मान के साथ टाइमर को इनिशियलाइज़ करते हैं तो इस बिंदु पर यह गिनती करना शुरू कर देगा FFFF तक ऊपर की ओर और फिर यह ओवरफ्लो हो जाएगा तो यह इस तरह से गणना की जाती है तो हेक्साडेसिमल में 56320 DC00 है तो TL1 को इस 00 मान के साथ लोड किया जाना चाहिए और TH1 को इस DCx DCH मूल्य के साथ लोड किया जाना चाहिए तो प्रोग्राम कुछ इस तरह का होगा पहले हम इस टाइमर 1 मोड 1 का उपयोग कर रहे हैं इसलिए इसके लिए टीमोड रजिस्टर 1 0 है तो यह TL रजिस्टर 0 0 के साथ लोड किया गया है TH रजिस्टर को 0 DC से लोड किया गया है और फिर हम टाइमर शुरू करते हैं तो SETB TR 1 इसलिए यह टाइमर शुरू कर देगा और इस P23 में कुछ मूल्य है जो शायद कम उच्च है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो भी मूल्य हो तो यह केवल एक ही आउटपुट होगा इसलिए कुछ समय बाद जब यह टाइमर इन निर्देशों को समाप्त करेगा JNB TF1back तो यह लगातार इस टाइमर अतिप्रवाह संवेदन है और जब वह अतिप्रवाह होगा यह TF1 बिट 1 के बराबर होगा तो उस स्थिति में यह जेएनबी जाँच झूठी होगी तो यह अगले स्टेटमेंट पर आएगा जहां यह टाइमर 1 को क्लियर करेगा इसलिए यह टाइमर 1 को क्लियर करेगा और फिर यह P23 को पूरक करेगा तो यह उस पिन 23 पर आउटपुट जो कुछ भी था उसका पूरक होगा तो यह पूरक होगा अगर यह पहले 1 था अब यह 0 हो जाएगा या यदि यह पहले 0 था तो यह 1 हो जाएगा तो यह TF1 को साफ कर रहा है तो उस झंडे को साफ कर दिया गया और फिर SJMP again तो यह इस बिंदु पर वापस कूद जाएगा जहां यह फिर से उचित मूल्य के साथ टाइमर लोड कर रहा होगा और तदनुसार यह काम करेगा इसलिए यह प्रोग्राम पी 23 पर लाइन 50 हर्ट्ज की 50 प्रतिशत ड्यूटी चक्र घड़ी उत्पन्न करता है इसलिए यदि आपको कुछ अन्य उपयोगिता अनुपात की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से यह थोड़ा जटिल है मान लीजिए कि हम कहना चाहते हैं कि एक उपयोगिता अनुपात 80 प्रतिशत है अर्थात् 80 प्रतिशत समय उच्च घड़ी होना चाहिए 20 प्रतिशत समय कम होना चाहिए फिर 80 प्रतिशत समय यह उच्च होना चाहिए तो यदि यह स्थिति है तो यहाँ से यहाँ तक तो यह है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति को बनाए रखा जाएगा तो यह 1 बाय 50 सेकंड है तो यह हिस्सा ठीक है लेकिन अब आपको इस पूरे क्षेत्र की देरी की गणना करने के लिए इसे 08 को 50 में विभाजित करना होगा और इस क्षेत्र की देरी की गणना करने के लिए 02 को 50 से विभाजित करना होगा इन टाइमर को अलग से लोड किया जाना है सबसे पहले आप इस P23 को नहीं छोड़ सकते हैं शुरुआत में कोई भी मनमाना मूल्य जोड़ा जा सकता है तो पहले शायद हमने बिट P23 को उच्च पर सेट किया था और फिर आप उस 08 से 50 तक की देरी के उत्पादन के लिए टाइमर का उपयोग करते हैं तो तदनुसार आपको शुरू करना होगा कि आपको लोड करना है कि आपको इस विलंब मूल्य की गणना करनी है TH 1 TL 1 जोड़ी में लोड किया जाना है और फिर आपको ऐसा करना होगा इस निर्देश के निष्पादित होने के बाद देरी होने पर उत्पादन में देरी होगी फिर आपको यह स्पष्ट करना होगा कि बिट P23 अब बिट कम है पोल बिट कम हो गया है और अब आपको यहां देरी करनी होगी 02 से 50 तक फिर से आपके पास JNB चेक आदि होना चाहिए इसी तरह की जाँच यहाँ होगी और फिर अंत में आपको इस बिंदु पर वापस जाना चाहिए तो उस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी इसलिए मुझे लगता है कि आप इसे 50 प्रतिशत के बजाय कुछ अन्य उपयोगिता अनुपात का उपयोग कर सकते हैं अब अगले मोड के बारे में जिस पर हम चर्चा करेंगे इसलिए यह मोड 0 है इसलिए यह इस टाइमर मोड 1 का प्रतिबंधित संस्करण है इसलिए यह अन्यथा यह मोड 0 मोड 1 के समान है लेकिन केवल एक चीज यह है कि यह 13 बिट मान है तो यह 8 बिट TH0 रजिस्टर में और 5 बिट TL0 रजिस्टर में आयोजित किए जाएंगे तो काउंटर TH0 TL1 में 0000 से 1FFF के बीच मान रख सकता है इसलिए चूंकि यह 13 बिट है ये 8 बिट का गठन करेंगे 8 प्लस यह एक और 4 बिट 12 बिट है और यह 1 है इसलिए कुल संख्या 13 बिट संख्या है तो आपके पास 13 बिट में अधिकतम संख्या हो सकती है जिसे आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं 1FFF इसलिए जब गणना मूल्य 1FFF तक पहुंच जाता है उसके बाद यह अतिप्रवाह होगा जब वह उससे आगे जाना चाहता है तो टाइमर ओवरफ्लो हो जाएगा और वहां पर अतिप्रवाह TF बिट सेट हो जाएगा तो हम इसे प्रारंभिक सेट करते हैं इसलिए अन्यथा ऑपरेशन समान है तो वह 213 1 है तो यह 1FFFH है इसलिए अन्यथा ऑपरेशन समान है तो हम गणना करने के लिए प्रारंभिक मान TH0 TL0 सेट करते हैं और जब टाइमर 1FFFH मान तक पहुंचता है तो यह 0000 तक रोलओवर होगा और TF0 उठाया जाएगा तो अन्यथा यह ऑपरेशन समान है फिर हम मोड 2 में देखते हैं इसलिए यह दिलचस्प मोड है क्योंकि इसमें कुछ ऑटो पुनः लोड की सुविधा है तो सबसे पहले यह एक 8 बिट टाइमर है तो आपका समय विलंब है कि आप उत्पादन कर सकते हैं छोटा है क्योंकि देरी के मूल्यों को लोड किया जा सकता है 00 से FF है और इसे केवल TH रजिस्टर में लोड किया जाना है केवल TH0 रजिस्टर तो फिर ऑटो लोड ऑटो पुनः लोड होने का मतलब है कि जब भी टाइमर समाप्त हो जाएगा टाइमर फिर से बह जाएगा और मूल्य TH रजिस्टर से TL रजिस्टर में लोड किया जाएगा जब भी यह TR0 1 होगा तब TL0 बढ़ा दिया जाएगा तो TL0 को लगातार बढ़ाया जाएगा और जब TL0 ओवरफ्लो होगा TF0 बिट सेट हो जाएगा इसलिए यह पहला ऑपरेशन है जिसे हमें मोड 2 चुनना है इसलिए टाइमर 0 के लिए टीमोड 02 है इसलिए यह टीमोड रजिस्टर वैल्यू अब इस तरह है तो यह 0000 0010 है तो यह हिस्सा टाइमर 0 के लिए है तो यह GATE है यह C T है तो यह आपके टाइमर को फिर से शुरू करेगा और ये 2 बिट्स पहचानेंगे कि हम मोड 2 के लिए जा रहे हैं फिर हमें TH 0 में प्रारंभिक मान सेट करना होगा इसलिए मूल मान TH 0 में लोड किया जाएगा इस निर्देश द्वारा किए गए MOV TH038h मान लीजिए कि हम इस प्रारंभिक मूल्य को 38h के रूप में लोड कर रहे हैं हमें कैरी फ़्लैग को साफ़ करना होगा तो TF0 को मंजूरी दे दी जाती है फिर TH0 को आठ बिट 8051 के साथ लोड करने के बाद इसे TL0 को दिया जाता है क्योंकि यह मोड 2 है इसलिए यह स्पष्ट रूप से किया जाता है कि इस TH0 TL0 का मूल्य TH0 38 h हो जाता है तो यह स्वचालित रूप से किया जाता है तो अब यह टाइमर शुरू करेगा तो आपको इस SETB TR0 का उपयोग करना होगा और यह समय शुरू हो जाएगा इसलिए एक बार जब हम इस टाइमर मोड को 2 पर सेट करते हैं और फिर यह TH 0 रजिस्टर 38 h के साथ लोड होता है तो यह TL0 अपने आप 38 h के साथ लोड हो जाएगा तो अगले आप इस TR0 बिट सेट करें तो टाइमर शुरू हो जाएगा तो यह टाइमर इस मोड से शुरू होगा और अप काउंटिंग इस तरह होगी TL0 38 39 3A 3B है तो यह कुछ समय के बाद इस तरह से चला जाएगा तो यह FF पर जाएगा और FF से यह 00 पर रोल करेगा इसलिए जब यह ff से 00 तक की भूमिका निभाता है तो TF0 बिट 1 पर सेट हो जाएगा और फिर इस TL0 को TH0 रजिस्टर में मान के साथ स्वचालित रूप से पुनः लोड किया जाएगा तो TH 0 सामग्री गुम नहीं हुई है इसलिए हमारे मामले में TH0 का मूल्य 38h था तो यह 38h मान जारी रखेगा तो यह मूल्य इस अप गिनती प्रक्रिया से प्रभावित नहीं है तो जब यह TL0 ओवरफ्लो होता है तो यह TL0 TH0 के मान के साथ फिर से लोड हो जाएगा तो अब जब TH0 बन जाएगा वहाँ एक अतिप्रवाह है तो यह ध्वज 1 के बराबर हो जाता है और 8051 यह ऑटो पुनः लोड मोड में चला जाता है और यह TL0 और TH0 वे 38h के साथ लोड होते हैं तो हम इस TF0 को साफ कर रहे हैं एक बार जब आप इस TF0 को साफ़ कर दें इसलिए यह TR बिट पहले से सेट है तो TR बिट हमने रीसेट नहीं किया है इसलिए यह उस बिंदु से फिर से शुरू होगा तो यह ध्यान देने वाली बात है कि हमें टीएल 0 को स्पष्ट करना चाहिए जब टीएल 0 लुढ़कता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है और फिर अगली प्रक्रिया में हम TF 0 की निगरानी कर सकते हैं तो यह स्वचालित नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही यह बंद होता है तो टीएफ 0 भी साफ हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है इसलिए हमें इसे मैन्युअल रूप से करना होगा और फिर जब भी हम प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं तो हमें TR0 बिट को स्पष्ट करना होगा तो यह हमेशा की तरह है तो TR0 बिट समाशोधन किया है तो यह ऑपरेशन है कि क्या यह क्रिस्टल ऑस्किलटोर है तो यह घड़ी की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए 12 से विभाजित होता है और फिर उस TR1 बिट के साथ तार्किक रूप से Anded होता है तो TR1 टाइमर 1 के साथ है इसलिए यह TR1 के साथ तार्किक रूप से TL है इसलिए जब भी TR1 अधिक होगा तब यह घड़ी टाइमर तक पहुंच जाएगी तब TL1 वह टाइमर होता है जो हमारे पास होता है तो TL1 यह अप काउंट करने के लिए शुरू होगा और जब यह अतिप्रवाह होता है तो यह TF1 बिट सेट हो जाएगा और यह पुनः लोड TH1 को भी दिया जाएगा इसलिए TH या यह पुनः लोड निर्देश आएगा और तदनुसार TH1 1 मूल्य TL 1 मूल्य पर पुनः लोड किया जाएगा तो जब भी FF से 00 तक एक रोलओवर होता है तो टीएफ उच्च जाएगा और यह पुनः लोड भी किया जाता है लेकिन हमें इस TF1 बिट को साफ करना होगा अन्यथा यह टाइमर के गलती से कुछ और ओवरफ्लो पैदा कर सकता है अगला हम काउंटर ऑपरेशन में देखते हैं तो यह टाइमर ऑपरेशन हमने देखा है कि हमें माइक्रोकंट्रोलर क्रिस्टल से घड़ी कहां मिल रही है और यह 12 से विभाजित है और इसका उपयोग घड़ी के रूप में किया जाता है तो हम इस टाइमर काउंटर मॉड्यूल का उपयोग एक काउंटर के रूप में भी कर सकते हैं तो आप इसका उपयोग कैसे करने जा रहे हैं तो इन टाइमर का उपयोग 8051 के बाहर होने वाली घटनाओं की गणना के लिए किया जा सकता है जब टाइमर का उपयोग काउंटर के रूप में किया जाता है तो यह 8051 के बाहर की पल्स है जो TH TL रजिस्टरों को बढ़ाएगा तो यहाँ इस CT बिट को सेट किया जाना चाहिए 1 पर इसलिए अब यह 8051 में गणना ऑपरेशन है 2 पिन हैं जिन्हें T0 कहा जाता है दूसरे को T1 कहा जाता है वे वास्तव में पिन नंबर 14 और 15 हैं 8051 पर और वे पोर्ट बिट P34 और P35 के साथ गुणा किए जाते हैं तो यदि आप इस 8051 का उपयोग कर रहे हैं इस काउंटर ऑपरेशन के लिए यदि आप इस काउंटर सुविधा का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम वैसे भी सरल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए पोर्ट ३ का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो यह T 0 और T 1 तो वे 2 टाइमर हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं तो इस पिन का उपयोग टाइमर 0 और टाइमर 1 को feed और काउंटर मोड में संचालित करने के लिए किया जा सकता है तो ये 14 और 15 समर्थन पिन P34 फ़ंक्शन T0 है और टाइमर काउंटर 0 बाहरी इनपुट है और 15 पोर्ट पिन P35 फ़ंक्शन T1 है और यह टाइमर काउंटर 1 बाहरी इनपुट है इसलिए इस संरचना को हम पहले से ही अब केवल अंतर देख चुके हैं कि हमारे पास यह है CT बिट यह एक काउंटर के रूप में इस टाइमर का उपयोग करने के लिए 1 पर सेट किया जाना चाहिए और इस CT बिट का उपयोग करने के लिए इसे 1 पर सेट किया जाना चाहिए 0 काउंटर के रूप में तो यह संपूर्ण योजनाबद्ध आरेख है इसलिए जब भी आप टाइमर ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो हमें यह मिल गया है तो यह C T बिट 0 है इसलिए जब यह C T बिट 0 होता है जैसे कि यह स्विच क्रिस्टल ऑस्किलटोर से परिणामस्वरूप संपर्क बिंदु से जुड़ा होता है जो भी घड़ी आ रही है तो वह टाइमर को नियंत्रित करने जा रहा है और निश्चित रूप से वहाँ है इसलिए जब यह C T 1 के बराबर होता है तो यह स्विच संपर्क निचले बिंदु के साथ स्थापित होता है जिसे आप कह सकते हैं और जैसे कि उस स्थिति में पिन T1 से घड़ी आ रही है तो यह एक हिस्सा है जो काउंटर और टाइमर ऑपरेशन का उपयोग करता है C T बिट दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे पास है गेट और TR बिट्स का नियंत्रण अब यदि यह गेट 0 है तो यह रुकावट पर निर्भर नहीं करता है जबकि अगर गेट 1 है इसका मतलब है इस बिंदु पर आपको 0 मिलेगा इसलिए यह INT पिन पर निर्भर करेगा यदि INT पिन 0 है तो यह INT बार है तो अगर यह 1 है तो आपको यहां 1 मिलेगा और फिर यह तार्किक है आप कह सकते हैं कि यदि यह 1 है और यह TR1 भी 1 है तो केवल यह नीचे से जुड़ा होगा तो यह ऑपरेटिंग होगा तो यह बिंदु इसे नियंत्रित करेगा और यदि यह 0 है तो उस स्थिति में इसे इस रेखा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा तो इस तरह से हमें इस समय इस गेट और TR बिट्स को नियंत्रित करने के साथ मिला है जैसे कि यह दूसरा स्विच को नियंत्रित कर रहा है तो यह कुल तार्किक आरेख है तो वास्तव में इसके अंदर इस तरह वृद्धि नहीं हो सकती है लेकिन यह समझने के लिए एक तार्किक आरेख है और अंततः जो भी इस आंतरिक घड़ी की आवृत्ति से आता है या इस T1 पिन से यह गेट पर निर्भर है और उन सभी चीजों को अंततः घड़ी तक पहुंचता है यह टाइमर तो यह शायद घटनाओं है कि पल्स के रूप में वृद्धि हुई है या यह क्रिस्टल आवृत्ति हो सकता है तो यह टाइमर इसे प्राप्त करता है और फिर यह अप काउंटिंग करना शुरू कर देगा और जब यह ओवरफ्लो हो जाएगा तो यह इस अतिप्रवाह बिट में जाएगा और वह सेट हो जाएगा तो यह टाइमर काउंटर चयन का पूरा संचालन है काउंटर मोड 1 के लिए टाइमर मोड 1 की तरह ही हमें काउंटर मोड 1 मिला है इसलिए यह 16 बिट काउंटर TH0 है और TL0 का उपयोग किया जाएगा तो TH0 और TL0 वे बढ़े हुए होंगे जब TR0 1 पर सेट होता है और एक बाहरी पल्सेस होती है तो जब भी इस TR बिट के माध्यम से इस काउंटर को सक्षम किया जाता है और जब भी यह TR बिट 1 होता है तभी यह बाहरी घटनाओं की गणना करेगा और जब भी आप अपने प्रोग्राम में बाहरी घटनाओं की गणना नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे संबंधित TR बिट से 0 पर सेट कर सकते हैं तो यह बाहरी घटना की गिनती नहीं करेगा दूसरी ओर अगर यह गणना मान अधिकतम तक पहुंच जाएगा क्योंकि हम मोड 1 का उपयोग कर रहे हैं इसलिए यह 16 बिट ऑपरेशन है इसलिए जब यह अधिकतम FFFFH तक पहुँच जाता है तो यह 0000 तक रोलओवर करेगा और उस स्थिति में TF0 को उठाया जाएगा मानो कि गिनती का 1 गुच्छा समाप्त हो गया है तो यह टाइमर या काउंटर अतिप्रवाह है इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम जो सॉफ़्टवेयर विकसित कर रहे हैं उसे ध्यान रखना चाहिए कि यह पहले से ही 65536 आइटम गिना गया है प्रोग्रामर को लगातार मॉनिटर करना चाहिए और काउंटर 0 को अभी रोकना चाहिए और फिर आप TH0 के इस प्रारंभिक मान को सेट कर सकते हैं TL0 जैसा कि आप चाहते हैं लेकिन उस बिंदु से यह गिनती शुरू कर देगा और विशेष स्थिति दिखाने के लिए एक संकेतक के रूप में TF 0 को 1 के बराबर होने दें जैसे कि हम कहते हैं कि इसलिए यदि हम एक कमरे में आने वाले लोगों की संख्या की गणना करना चाहते हैं और अगर हम एक बार लगाते हैं कि प्रत्येक 100 लोग जो आए हैं उसके बाद हमें सूचित किया जाना चाहिए कि 100 लोग प्रवेश कर चुके हैं तो हमें क्या करना है हमें इस तरह से FFFF माइनस 100 मान के साथ काउंटर शुरू करना होगा फिर हमें अब जारी रखना होगा जब काउंटर को उस मान से गिनना होगा और जब यह FFFF को पार कर जाएगा तो यह TF0 बिट में एक अतिप्रवाह उत्पन्न करेगा तो हमें एक संकेत मिलता है कि 100 लोग आ चुके हैं तो इस तरह से इस काउंटर का उपयोग ऑपरेशन करने के लिए किया जा सकता है तो यह बाहरी मोड 1 ऑपरेशन के साथ टाइमर 0 है तो यह C T पिन 1 पर सेट है इस तरह यह एक काउंटर ऑपरेशन है तो टीआर 0 तो यह है तो इस बार इस बाहरी पिन P34 इसलिए यह तार्किक रूप से एंडेड है तो यह TH0 TL0 जोड़ी में जाता है तो अन्यथा यह समान है इसलिए जब यह FFFF से 0 पर जाता है तो यह ओवरफ्लो हो जाता है और इस TF 0 का मान मिलने लगेगा अगला हम काउंटर के इस मोड 2 ऑपरेशन में देखेंगे तो यह मोड 2 है जैसे मोड 2 टाइमर ऑपरेशन तो मोड 2 काउंटर ऑपरेशन भी एक 8 बिट ऑपरेशन है और यह TH0 में लोड करने के लिए केवल मान 00 से ff की अनुमति देता है तो यह एक 8 बिट मूल्य है सब कुछ समान है यह ऑटो पुनः लोड TL0 है अगर TR0 1 के बराबर होगा और यह बाहरी पल्स होता है तो केवल इस TL0 मूल्य में वृद्धि होगी तो इस तरह यह तब होगा जब फिर से अतिप्रवाह होगा मान TH0 से TL0 पर लोड किया जाएगा और यह उसी तरह जारी रहेगा तो यह एक उदाहरण है इसलिए हम मानते हैं कि घड़ी की नब्ज पिन टी 1 में में दी गयी है हम पल्स की गणना करने के लिए मोड 1 में काउंटर 1 के लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और पोर्ट 2 पर T1 या TL1 काउंट की स्थिति प्रदर्शित करते हैं तो पहली बात यह है कि हम इस मोड 2 को काउंटर 1 में रखना चाहते हैं इसलिए काउंटर 1 को मोड 2 पर सेट करना होगा इसलिए पहला निर्देश तो यह वास्तव में ऐसा कर रहा है इसलिए यदि हम इसे विभाजित करते हैं तो यह काउंटर टाइमर 0 के लिए है तो यह गेट बिट 0 है इसलिए यह एक काउंटर ऑपरेशन है तो C T 1 है और फिर यह मोड 2 है इसलिए यह मोड 2 सेटिंग है इसके बाद हम इस TH1 को 0 में इनिशियलाइज़ करेंगे क्योंकि हम सिर्फ यह गिनना चाहते हैं कि कितने पल्स आए हैं तो इस तरह से हम इसे 0 से शुरू करते हैं और फिर SETB P35 इस T1 बिट को इनपुट बना देगा तो यह एक और बहुत ही दिलचस्प बात है जो मुझे आपको बताना चाहिए कि 8051 के मामले में जब भी आपको पोर्ट 3 मिला है तो यह बिट्स हैं अब यह बिट्स हैं यदि आप मूल्य को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको 1 लिखना होगा जब भी आप 8051 पोर्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों तो आपको पहले वहां 1 लिखना होगा तो यह उस पोर्ट की संरचना के कारण है क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर और उस पोर्ट की सेल लैच शामिल है इसलिए यह हमने लंबे समय से देखा है तो मूल रूप से ऐसा करना पड़ता है इसलिए यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप इसे याद करते हैं तो यह हो सकता है कि पहले इस पोर्ट का मान 0 था और इसका मान 0 होना जारी है इसलिए यह पोर्ट को पढ़ने में सक्षम नहीं होगा भले ही उस लाइन पर कुछ मान आ रहा हो तो यह SETB P35 बहुत महत्वपूर्ण है तो यह इस T 1 को इनपुट पोर्ट के रूप में कॉन्फ़िगर करेगा क्योंकि यह T 1 अब माइक्रोकंट्रोलर के इनपुट के रूप में आएगा तो उसके बाद हमने बिट TR1 सेट किया इसलिए टाइमर शुरू करें इसलिए जब आप TH1 को लोड करते ही टाइमर शुरू करते हैं तो यह मान भी TL रजिस्टर TL1 रजिस्टर में लोड किया गया है और फिर हम लगातार देख सकते हैं तो इस लाइन पर पल्स आ जाएगा और अब TL1 पिन पर इस तरह की पल्स आ रही होगी और इस तरह की प्रत्येक पल्स को 1 के रूप में गिना जाता है तो यह प्रोसेसर द्वारा स्वचालित रूप से किया जाता है इसलिए एक प्रोग्रामर के रूप में हम क्या करते हैं हम TL1 रजिस्टर की सामग्री को A में स्थानांतरित करते हैं और फिर एक रजिस्टर की सामग्री को P2 में स्थानांतरित करते हैं इसलिए इस तरह लगातार हम T1 पिन पर आने वाली पल्स की संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं पोर्ट P2 फिर हम जांचते हैं कि क्या कोई अतिप्रवाह है क्योंकि यह केवल FF तक गिना जाएगा तो उस मामले में जब तक TF1 back पर नहीं कूदता है जब तक कोई अतिप्रवाह नहीं होता है तो इसे अगला मान और अपडेट मिलता है और एक बार यह ओवरफ्लो हो जाता है इसलिए आप इसे रोकना चाहते हैं तो आप यह स्पष्ट TR1 चाहते हैं तो हम इस टाइमर को रोकते हैं हम ओवरफ्लो बिट 0 और SJMP again बनाना बंद कर देते हैं इसलिए हम फिर से प्रक्रिया शुरू करते हैं तो इस तरह हम लगातार 00 से FF तक आने वाली पल्स की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं और फिर 00 से FF तक तो यह इस प्रोग्राम के द्वारा लगातार जा सकता है तो यह काउंटर में मोड 2 ऑपरेशन के लिए उपयोगी है